हम एपीपोलर जियोमर्ट्री पर अपनी डिस्कशन जारी रखेंगे और हम डेफिनिशन पर डिस्कस कर रहे हैं हमने फंडामेंटल मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस किया और यह मैट्रिक्स प्रोजेक्शन मेट्रिसेस के पैरामीटर्स से कैसे रिलेटेड है पहली बात यह है कि एक फंडामेंटल मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स है यदि हम किसी भी इमेज पॉइंट् को मल्टीप्लाई करते हैं तो यह आपको दूसरी इमेज प्लेन में करोसपोंडिंग एपीपोलर लाइन देगा और यह हो सकता है इसको स्वयं कैमरा पैरामीटर्स से कंप्यूट किया जा सकता है और उन रिलेशन को यहाँ दिखाया गया है जिनको हमने पहले भी डिस्कस किया था यह विभिन्न रूपों में हो सकता है यहां आप कंसीडर कर सकते हैं कि आपके पास रेफरेंस कैमरा है स्टैंडर्ड कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन के रूप में I 0 कहते हैं और दूसरा कैमरा जो इस रिप्रेजेंटेशन में दिया गया है इसके संबंध में हम इस कॉन्फ़िगरेशन से फंडामेंटल मैट्रिक्स को कंप्यूट कर सकते हैं आप इसे इस एक्सप्रेशन द्वारा कंप्यूट कर सकते हैं इसलिए यह एक प्रकार का रिलेशनशिप है जिस को हमने डिस्कस किया और हमने यह भी देखा कि एक फंडामेंटल मैट्रिक्स को एक एसेंशियल मैट्रिक्स के रूप में सिम्पलीफाइ किया जा सकता है अगर मैं कैलिब्रेटेड कैमरे का उपयोग करता हूं जिसका अर्थ है कि मुझे कैलिब्रेशन मैट्रेस पता है और फिर मैं इमेज कोऑर्डिनेटस पर आवश्यक ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता हूं ताकि इफेक्टिव रूप से कैलिब्रेशन मैट्रिक्स एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए तो इस रूप में इसका फंडामेंटल मैट्रिक्स इसके पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को कम कर देता है जब आप इस रूप में कैमरा मैटरस को डिफाइं कर रहे होते हैं तो P को I 0 के रूप में दिया गया है और P को रोटेशन मैट्रिक्स और ट्रांसलेटशन मैट्रिक्स ओरिजिन के ट्रांसलेटशन के रूप में दिया गया है तो वे इस रूप में दिए गए हैं तो फिर इस ऑपरेशन को करके के लिए फंडामेंटल मैट्रिक्स प्राप्त की जा सकती है तो यह रोटेशन मैट्रिक्स के संबंध में ट्रांसलेटशन वेक्टर का एक क्रॉस प्रोडक्ट है तो यह एक रिलेशनशिप है और हमने यह भी डिफाइन किया है कि यह नोटेशन कैसे है आप इस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में एक क्रॉस प्रोडक्ट ऑपरेशंन को किस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं FtXR और फिर इस फंडामेंटल मैट्रिक्स को एसेंशियल मैट्रिक्स कहा जाता है और हम अपनी डिस्कशन में एक और नोटेशन E द्वारा इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को डिनोट करते हैं इसलिए हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था अब मैं एक प्रॉब्लम को हल करने को कंसीडर करूंगा कि इन कॉन्सेप्ट्स का उपयोग विभिन्न इंफॉर्मेशन रिट्रीव करने के लिए कैसे किया जा सकता है तो इस प्रॉब्लम को लें इस मामले में यह फंडामेंटल मैट्रिक्स को कंपयूट करने की प्रॉब्लम है इसलिए आप प्रॉब्लम को एक बार फिर से देखते हैं कि रेफरेंस मैट्रिक्स P को I 0 के रूप में दिया गया है जो कि कैनोनिकल रूप में है जबकि P यह नॉन कैनोनिकल रूप में रिप्रेजेंटेशन है इसका मतलब है कि यह कैलिब्रेटेड नहीं है इसके कैलिब्रेशन पैरामीटर हमें ज्ञात नहीं हैं बल्कि मैं प्रोजेक्शन मैट्रिक्स के सभी एलीमेंट्स को जानता हूं जो कि P' है इसलिए इस कॉन्फ़िगरेशन के साथ हम सिस्टम के फंडामेंटल मैट्रिक्स को कंपूट करना चाहते हैं तो आइए देखें कि यह कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे कर सकते हैं तो यह दिया गया है कि P जैसा कि मैंने मेंशं किया है कि P भी यहां दिया गया है तो यहाँ हम इस 3 X 3 सब मैट्रिक्स को लेंगे जो यहाँ M से डिनोट किया गया है और फिर हम कॉलम वेक्टर को भी कंसीडर करेंगे जो m से डिनोट किया जाता है इसलिए ये पहले उपयोग की गई नोटेशन हैं इसलिए हम सब मैट्रिस के साथ P' इस रूप में यह नोटेशन रिप्रेजेंट करते हैं फिर हम M और m के बीच करोसपोंडिंग ज्ञात रिलेशन को अप्लाई करेंगे जो M और m से जुड़े कॉन्फ़िगरेशन होंगे जो हमें फंडामेंटल मैट्रिक्स देंगे इसलिए हम पहले स्कीम सिमेट्रिक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेंगे हम स्कीम सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्राप्त करेंगे तो जो वैक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है इसलिए 4 8 1 से हम इस स्कीम को सिमेत्रिक मैट्रिक्स प्राप्त कर सकते हैं और फिर इन कंपूटेशनस द्वारा फंडामेंटल मैट्रिक्स दिया जाता है इसलिए यदि मैं इस मैट्रिक्स को M के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो यह m m क्रॉस मुझे इस मैट्रिक्स को बस mX मैट्रिक्स के रूप में कॉल करने दें तो यह mX मैट्रिक्स यदि मैं M के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो हमें 3 X 3 मैट्रिक्स मिलेगा तो यह वही है जो फंडामेंटल मैट्रिक्स है इसलिए जैसा कि आप समझते हैं कि अगर कैमरा मैट्रिक्स इन पर्टिकुलर रूपों में होता है तो फंडामेंटल मैट्रिक्स को कंप्यूट करना बहुत आसान है हम इस बात को भी डिस्कस करेंगे कि इस फंडामेंटल मैट्रिक्स को प्राप्त करने के लिए कैमरा मेट्रिसेस के सामान्य रूपों का उपयोग कैसे किया जा सकता है एक बात आपको फंडामेंटल मैट्रिक्स की एक प्रॉपर्टी में से एक को नोट करना चाहिए यह वही है जिस पर मुझे यहां डिस्कस करने की आवश्यकता है एक फंडामेंटल मैट्रिक्स में अगर मैं जैसा भी परफॉर्म करता हूं अगर मैं किसी भी इमेज पॉइंट् x को कंसीडर करता हूं और अगर मैं F के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो आपको राइट प्लेन में राइट इमेज प्लेन में करोसपोंडिंग एपीपोलर लाइन मिलती है और एक एपीपोलर लाइन क्या है एपीपोलर लाइन इस कॉन्फ़िगरेशन में एपिपोल द्वारा पाई जाने वाली एक लाइन है तो आपके पास यह कॉन्फ़िगरेशन है तो यह सेंटर C है और यह बेसलाइन है तो ये एपिपोल हैं यह माना जाता है कि ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हैं तो यह e और एक पॉइंट x है और इसके करोसपोंडिंग इमेज पॉइंट का कहना है कि यह x है तो इन दो पॉइंट्स द्वारा एपीपोलर लाइन बनाई जाती है एक इमेज प्लेन राइट इमेज प्लेन में एपीपोल होता है या हम इसे राइट एपिपोल या e' और इमेज पॉइंट कहते हैं अब आप केवल इस इमेज पॉइंट को इंसिडेंटॉली कंसीडर हैं जो कि बाएं एपीपोलर e है अब इसकी करोसपोंडिंग इमेज पॉइंट स्वयं e' है फिर एपीपोलर लाइन क्या होगी आप इस एपीपोलर लाइन को कैसे बनाते हैं इसलिए जैसा कि हमने पहले भी देखा है कि यह सिंगुलैरिटी का मामला है आप केवल एक ही पॉइंट पर एक लाइन नहीं बना सकते हैं आप इसे केवल एक पॉइंट का उपयोग करके एक पंक्ति पर डिफाइन नहीं कर सकते हैं इसलिए यही कारण है कि मैथमेटिकल रूप से यह जियोमर्ट्री कंस्ट्रेंट है जिसे हम समझते हैं लेकिन यह मैथमेटिकल कंस्ट्रेंट इस रूप में एक्सप्रेस किया जाता है कि अगर मैं इस फंडामेंटल मैट्रिक्स को इस पॉइंट में इस एपिपोल के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिलेगा मुझे 0 मिलेगा इसका मतलब है एक 0 कॉलम वेक्टर तो यह है कि यह कंस्ट्रेंट कैसे एक्सप्रेस किया जाता है और जिसका अर्थ है कि इस फंडामेंटल मैट्रिक्स में 0 वेक्टर है और लिन्यर अल्जेब्रा यह कहता है कि इसका मतलब है कि यह फंडामेंटल मैट्रिक्स रैंक की कमी वाला फंडामेंटल मैट्रिक्स है इसलिए यदि मैं इस मैट्रिक्स का डीटर्मिनंट लेता हूं तो आपको 0 मिलना चाहिए ताकि आप इस रिजल्ट के साथ भी चेक कर सकें अब हम अगले उदाहरण के साथ प्रोसीड करते हैं और इस मामले में हम प्रोजेक्शन मैट्रिक्स के अधिक जनरल सिनेरियो कंसीडर करेंगे जहां हम फंडामेंटल मैट्रिक्स एपीपोलर लाइनों को कंप्यूट करना चाहेंगे और मुझे यह भी लगता है कि आप एपीपोलर लाइन के लिए भी कंप्यूट कर सकते हैं आपको एक एपिपोल को कंप्यूट करने की आवश्यकता है और P प्राइम के अंतिम इमेज पॉइंट्स का दिलचस्प कॉन्सेप्ट्स हैं तो आइए हम इस सॉल्यूशन पर चर्चा करने पर डिस्कस करें इसलिए यदि आप P और P' के बीच फंडामेंटल मैट्रिक्स को कंप्यूट करना चाहते हैं इसलिए P को एक बार फिर इस रूप में एक्सप्रेस नहीं किया जाता है M p4 इसी प्रकार यह मैट्रिक्स M' है तो पहले हमें इनफिनिटी पर होमोग्राफी को कंप्यूट करने की आवश्यकता है जो हमने पहले डिस्कस किया था इसका मतलब है हमें एक ही पॉइंट् के करोसपोंडिंग पॉइंट् के बीच समान पॉइंट् पर जो इनफिनिटी में प्लेन पर स्थित है उस के बीच की होमोग्राफी का पता लगाने की आवश्यकता है तो हम इन मुद्दों पर चर्चा करते हैं तो हमारे पास एक ही पॉइंट् है मान लीजिए यह इनफिनिटी पर प्लेन है अब इस सुविधा के लिए मैं इसे केवल डायग्राम में दिखा रहा हूं क्योंकि आप समझते हैं कि इनफिनिटी पर प्लेन फिजिकल रूप से महसूस नहीं किया जा सकता है लेकिन मैथमेटिकल रूप से एक प्लेन मौजूद है और इनफिनिटी में एक प्लेन में एक पॉइंट् को रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा आप किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन को कंसीडर करते हैं और फिर आप स्केल फैक्टर 0 का उपयोग करते हैं तो यह है कि आप जिन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं उन्हें कैसे प्राप्त करें तो मेरा वही कहना है X और एक स्टीरियो सेटअप में मैं इस पॉइंट् के करोसपोंडिंग इमेजेस को कंसीडर कर रहा हूं तो यह एक इमेज पॉइंट् x है और यह ऐसा है यह मेरा कैमरा सेंटर है इसलिए यह इमेज x' है और हम इन दोनों के बीच होमोग्राफी को कंसीडर कर रहे हैं और जिसे हम H इनफिनिटी के रूप में एक्सप्रेस करेंगे तो वे सेंटर इस से कैसे रिलेटेड हैं आइए हम देखते हैं इसलिए xPd 0 xPd 0 तो x MM 1 Md आप नोट करे कि M 1M एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाता है इसलिए यह आपको यह देगा तो यह एक 3 X 3 मैट्रिक्स H इन्फिनिटी के रूप में कंसीडर किया जा सकता है और Md x है तो आप पाते हैं कि इन करोसपोंडिंग पॉइंट्स के बीच एक होमोग्राफी है तो यह वही है जो हम यहां उपयोग करेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि फंडामेंटल मैट्रिक्स को कंसीडर किया जा सकता है अगर मुझे यहां सही एपिपोल पता है देखें कि क्या राइट एपीपॉल e' है तो फंडामेंटल मैट्रिक्स को eXH इनफिनिटी द्वारा दिया गया है जिसे हमने पहले भी डिस्कस किया था और फिर हमने उन सभी रूपों को प्राप्त करने के लिए H इनफिनिटी के एक्सप्रेशन का उपयोग किया है लेकिन हम H इनफिनिटी को कंप्यूट कर सकते हैं इसलिए इस प्रॉब्लम में हमें क्या करना होगा पहले हम e' को कंप्यूट करेंगे तो e' कुछ भी नहीं है लेकिन पहले कैमरे के कैमरा सेंटर की इमेज है इसलिए हमें पहले कैमरे को कंप्यूट करना होगा और फिर वह इमेज लेना होगी जो मुझे e देगा और तब हमें इस ऑपरेशन को करने के लिए M और M' से H इनफिनिटी को कंप्यूट करने की आवश्यकता है जो MM 1 है और फिर इसे परफॉर्म करके हम फंडामेंटल मैट्रिक्स को कंप्यूट कर सकते हैं इस प्रकार हम इस कंप्यूटेशन को आगे बढ़ाते हैं जैसा कि हमने डिस्कसड किया है इसलिए हमने इस रूप में कैमरा सेंटर को कंप्यूट किया है तो हमें M 1 ऑपरेशन परफॉर्म करने की आवश्यकता है और फिर अब आप कैमरा सेंटरC M 1p4 को कंप्यूट कर सकते हैं जो इस रूप में प्रोजेक्टिव स्पेस में दिया गया है और फिर PC के रूप में राइट एपिपोल को कंप्यूट करें जो इस रूप में दिया गया है यह कैमरा सेंटर की इमेज है जो आपको राइट एपिपोल दे रहे हैं और यह राइट एपिपोल है तो अब आपको अपने पास मौजूद e'X को परफॉर्म करना होगा और आपको इनफिनिटी पर होमोग्राफी को कंप्यूट करना चाहिए जैसा कि हमने डिस्कस्ड किया है कि MM 1 है और अगर मैं उन ऑपरेशनों को परफॉर्म करता हूं तो हमें यह होमोग्राफी मैट्रिक्स मिल जाएगी तो फंडामेंटल मैट्रिक्स eXH है और जो आपको यह पर्टिकुलर रूप देगा तो e'X यह एक है इसलिए यदि आपको पता चलता है कि यह e है तो मैं e'X को रिप्रेजेंट कर सकता हूं इसलिए मैं यहां इस स्केल फैक्टर को इग्नोर कर रहा हूं यहां स्केल वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं है और फिर आपको इस रूप में उत्तर मिलता है तो आप ध्यान दें कि फंडामेंटल मैट्रिक्स भी एक प्रोजेक्टिव स्पेस का एक एलिमेंट है इसलिए यदि मैं इन वैल्यू का स्केल लूं तो यह उसी फंडामेंटल मैट्रिक्स को भी डिनोट करेगा तो अगली प्रॉब्लम यह है कि अगर मैं आपको एक इमेज पॉइंट देता हूं जो कि रेफरेंस कैमरे में कहा गया है 15 20 तो मान लीजिए कि इस पॉइंट को 15 20 के कॉर्डिनेट द्वारा डिनोट किया जाता है तो मुझे एपीपोलर लाइन को कंप्यूट करने की आवश्यकता है जिसका अर्थ है कि अगर मैं इसमें शामिल होता हूं तो मुझे एपिपोलर लाइन को कंप्यूट करने की आवश्यकता है तो मुझे क्या कंप्यूट करने की आवश्यकता है मुझे करोसपोंडिंग कंप्यूट करना है इसलिए यह एक ऐसी चीज है जो मुझे करने की आवश्यकता है तो मैं क्या करूंगा मैं F के साथ इस पॉइंट को मल्टीप्लाई करूंगा फिर मुझे यह एपीपोलर लाइन मिलेगी जो कि रिलेशन है जो कि फंडामेंटल मैट्रिक्स एक इमेज पॉइंट से इसकी एपीपोलर लाइन से रिलेटिड है तो यह वही है जो हमें करने की आवश्यकता है यह सिर्फ दिखा रहा है कि अब इन किरणों के साथ सभी पॉइंट्स जो वहां स्थित हैं और जैसा कि हमने डिस्कस किया है कि इन पॉइंट्स के बीच होमोग्राफी होगी लेकिन अंत में जो पॉइंट इनफिनिटी पर पड़ा है वह लिमिटिंग पॉइंट है तो आप देखते हैं कि इस तरह के एपीपोलर लाइन कंस्ट्रेंट के रूप में लुप्त पॉइंट कॉन्सेप्ट् भी यहां है कोई अन्य इमेज पॉइंट मौजूद नहीं होगा यह नहीं होगा कि इस पॉइंट से बियोंड कोई इंटर्सेक्शन नहीं होगा तो आपके पास एक एपीपोलर लाइन है आपके पास एपीपोलर लाइन का बहुत फाईनाइट रिप्रेजेंटेशन है एक छोर पर राइट एपिपोल होगा और दूसरे छोर पर इनफिनिटी के प्लेन की होमोग्राफी के कॉरस्पॉडिंग इमेज प्वाइंट होगा या उसी प्वाइंट के कॉरस्पॉडिंग प्वाइंट जो इनफिनिटी प्लेन में स्थित है तो यह वही है जो हम कभी कभी इस नोटेशन में भी रिप्रेजेंट करते हैं और यह इस डायग्राम के इस भाग को एक्सप्लेन कर रहा है तो यह है कि एपीपोलर लाइन को कंप्यूट कैसे किया जाता है मैंने पॉइंट15 20 को मल्टीप्लाई किया होमोजेनियस कोऑर्डिनेटर स्पेस में रिप्रेजेंटेशन 15 20 1 है और अगर मैं इसे F के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे इस रूप में एपीपोलर लाइन मिल जाएगी जिसे मैं फिर से 1 के बराबर तीसरा डाईमेंशनल स्केल लेते हुए इस रूप में कम कर सकता हूं तो जिसका अर्थ है कि इस लाइन की इक्वेशन होगी 253x 242y 1 0 और x इनफिनिटी प्राप्त करने के लिए क्योंकि इस मामले में प्रॉब्लम आपको एपीपोलर लाइन के एंड पॉइंट्स को जानने की भी थी हम कंप्यूट कर सकते हैं या हम पहले से ही इनफिनिटी में होमोग्राफी को कंप्यूट कर चुके हैं बस आप इस पॉइंट के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इसे अप्लाई करने से हम यह एक पॉइंट प्राप्त कर सकते हैं तो हम सही इमेज प्लेन में एपीपोलर एपिपोल को जानते हैं और इस तरह से उस एपीपोलर लाइन के कॉरस्पॉडिंग एंड पॉइंट भी इसलिए अब मुझे फंडामेंटल मैट्रिक्स के प्रॉपर्टीज को समाराइज करने दें इसलिए हमने डिस्कस किया है और हमने यह भी दिखाया है कि आप प्रोजेक्शन मैट्रिक्स को देखते हुए फंडामेंटल मैट्रिक्स को कंप्यूट कैसे कर सकते हैं आप एपिपोल्स को कंप्यूट कैसे कर सकते हैं फिर से प्रोजेक्शन मैट्रिसेस दिए गए हैं और साथ ही हमने इस बात को भी डिस्कस किया है कि कैसे पर्टिकुलर रूप से इन्फिनिटी पर होमोग्राफी इस मामले में प्रेरित है वे रिलेटेड हो सकते हैं कि यह भी कैसे प्रोजेक्शन मैट्रीस के एलीमेंट से भी रिलेटेड है तो अब हम फंडामेंटल मैट्रिक्स के प्रॉपर्टीज को कंसीडर करते हैं हम उनमें से कुछ को समरी में प्रस्तुत करेंगे जिन्हें हमने पहले ही हाईलाइट किया है तो बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी है कि अगर आप एक ही इमेज पॉइंट् के दो करोसपोंडिंग इमेज पॉइंट्स प्राप्त करते हैं तो वे इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप x'TFx0 से रिलेटिड हैं जब हमने कंसीडर किया कि रेफरेंस इमेज पॉइंट् x है और दूसरा इमेज पॉइंट् x' है अगर मैं दूसरे तरीके को कंसीडर करता हूं तो फिर से आप उपयोग कर सकते हैं हम इस रिलेशन को xTFx' के रूप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं x' जिसका अर्थ है रेफरेंस इमेज पॉइंट् तो आप ध्यान दें कि मैट्रिक्स F और F ट्रांसपोज़ वे इस तरह से रिलेटिड हैं तो F इस कॉन्फ़िगरेशन का फंडामेंटल मैट्रिक्स है और F ट्रांसपोज़ भी स्टीरियो कॉन्फ़िगरेशन का एक फंडामेंटल मैट्रिक्स है जब हम रेफरेंस या रेफरेंस कैमरा इमेज कैमरा के प्लेन को बदलते हैं और यह प्रॉपर्टी किसी भी करोसपोंडिंग इमेज पॉइंट्स की जोड़ी के लिए सही है तो अगला यह ट्रांसपोजीशन है जिसे आपने ऑब्जर्व किया है कि यदि F फंडामेंटल मैट्रिक्स है कैमरा सेटअप P P का इसलिए हम कैमरा मैट्रीस की एक जोड़ी द्वारा एक स्टीरियो सेटअप को डिनोटे करेंगे उस पहले कपलेट में पहला जिसे हम डिनोटे करेंगे रेफरेंस कैमरे का कैमरा मैट्रिक्स तो P P अगर F उस सेटअप के लिए फंडामेंटल मैट्रिक्स है P P के लिए तो FT इसका फंडामेंटल मैट्रिक्स होगा फिर एपीपोलर लाइनों के साथ प्रॉपर्टीज कि अगर हमारे पास एक इमेज पॉइंट् x है तो दूसरे कैमरे में एपीपोलर लाइन को l F x के रूप में एक्सप्रेस किया जाता है इसी तरह यदि आपके पास दूसरे स्पेस में इमेज पॉइंट् x' है तो रेफरेंस स्पेस में इसकी एपीपोलर लाइन l FTx' होगी और यह मैंने पहले मेंशं किया है कि इस रिलेशन को को रिलेशन कहा जाता है क्योंकि यह एक पॉइंट् को एक लाइन में कन्वर्ट कर रहा है तो इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन को को रिलेशन के रूप में जाना जाता है F में भी रैंक की कमी है हमने एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करते हुए इस पर डिस्कस्ड किया है और इसलिए जिसका अर्थ है कि इसका इनवर्स मौजूद नहीं है और फिर यह एपिपोले x के साथ कैसे रिलेटिड है जिस पर हमने डिस्कस किया वास्तव में एपिपोल भी एपीपोलर लाइनों पर स्थित रहे हैं हमेशा वे एक एपीपोलर लाइन पर स्थित हैं और वे सभी एपीपोलर लाइनों के इंटर्सेक्शन हैं जो इस e प्राइम ट्रांसपोज़ F x द्वारा दिए गए हैं जो 0 या e ट्रांसपोज़ के बराबर होना चाहिए ये स्थितियां हैं तो यह 0 या eTFTx'0 FeTx' 0 के बराबर होना चाहिए तो यह सिर्फ उनके रेस्पेक्टिव एपीपोलर लाइनों पर एपिपोल के पॉइंट कंटेंटमेंट रिलेशनशिप को डिनोट कर रहा है दूसरी बात जो हमने अभी डिस्कस्ड किया है हमने उसके बारे में एक बहुत ही संक्षिप्त मेंशं किया है कि F e 0 के बराबर है जिसका अर्थ है कि e का राइट नल्ल वेक्टर है इसी तरह e प्राइम ट्रांसपोज़ F भी 0 है उसी तरह F के बाएं नल्ल वेक्टर e है तो ये फंडामेंटल मैट्रिक्स के कुछ इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं और यह एक और प्रॉपर्टी है जो F का डीटर्मिनंट है 0 क्योंकि यह रैंक की कमी है जैसा हमने मेंशं किया है कि हमने डिस्कस्ड किया है और पर्टिकुलर रूप से यह ध्यान रखना इंटरेस्टिंग है कि कितने इंडिपेंडेंट पैरामीटर हैं इसलिए एक बात जिसको मैंने पहले ही मेंशं किया है कि F से जुड़ा एक स्केल फैक्टर है जिसका अर्थ है कि अगर मैं एलीमेंट्स को स्केल करता हूं तो भी यह मुझे वही देगा यह उन सभी रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करेगा आप रिलेशन से ही नोट कर सकते हैं इसलिए उदाहरण के लिए आप x'TF x 0 के करोसपोंडिंग पॉइंट्स के बीच पहला फंडामेंटल रिलेशनशिप लेते हैं यदि मैं एक स्केलर वल्यू के साथ F को मल्टीप्लाई करता हूं तब भी यह रिलेशनशिप कायम है तो आप किसी भी अन्य रिलेशन के साथ जांच कर सकते हैं कि मामला क्या है और फिर ऐसा होगा यह एक पर्टिकुलर कनसट्रेनड है कि एक स्केल फैक्टर है तो जिसका अर्थ है कि F में 9 एलीमेंट्स हैं और यह उस कनसट्रेनड द्वारा एक पर्टिकुलर पैरामीटर को कम करता है दूसरी बात यह है कि इसकी रैंक में कमी है इसका डीटर्मिनंट 0 है जो दूसरा कॉन्स्टेंट है तो उन 9 एलीमेंट्स में से 7 इंडिपेंडेंट पैरामीटर होंगे इसलिए इसकी फ्रीडम की डिग्री 7 है इसलिए हम इस प्रॉपर्टी का उपयोग इस बात पर डिस्कस्ड करने के लिए करेंगे कि आप जानते हैं कि यहां एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए मान लीजिए आपको केवल फंडामेंटल मैट्रिक्स दिए गए हैं हमारी पिछली प्रॉब्लमस में हमने आपको प्रोजेक्शन मैट्रिसेस दिए हैं और वहाँ से आप बहुत आसानी से एपिपोल को कंप्यूट कर सकते हैं क्योंकि उस प्रॉपर्टी को लागू करने से जो एपिपोल कैमरा सेंटरो की इमेजिस हैं और दिए गए प्रोजेक्शन मैट्रिसेस आपको पता है कि कैमरा सेंटरो को कंप्यूट कैसे किया जाता है लेकिन अब अगर मैं आपको सिर्फ फंडामेंटल मैट्रिक्स देता हूं क्या आप इसके एपिपोल को कंप्यूट कर सकते हैं तो यह वही है जिसे हम कहना चाहेंगे पहली बात यह है कि इसमें हमें एक अतिरिक्त प्रॉब्लम भी दी गई है जो कि एपीपोलर लाइन को कंप्यूट करना है तो पहली प्रॉब्लम एपीपोलर लाइनों को कंप्यूट करने के बारे में है मान लें कि आपके पास लेफ्ट इमेज में दो इमेज पॉइंट् 5 8 और 7 5 हैं और आपको राइट इमेज में करोसपोंडिंग एपीपोलर लाइने कंप्यूट करनी होगी और फिर आप राइट एपिपोल को कंप्यूट करते हैं और लेफ्ट एपिपोल को कंप्यूट करते हैं इसलिए जैसा कि मैंने पहले भी सुझाव दिया था कि आपको रुक जाना चाहिए आपको मेरे वीडियो में इस पर पोज देना चाहिए और फिर इस प्रॉब्लम पर काम करना चाहिए तो मैं इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को डिस्कस करता हूं तो इस को कंसीडर करें कि यह फंडामेंटल मैट्रिक्स है और इमेज पॉइंट् 5 6 के लिए इसकी एपीपोलर लाइन इस रूप में दी गई है यदि मैं F के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे इसकी एपीपोलर लाइन मिलेगी जो इस वेक्टर द्वारा दी गई है इसी तरह मैं अन्य इमेज पॉइंट्स के लिए एपीपोलर लाइन प्राप्त कर सकता हूं 7 5 1 तो आपके पास दो एपीपोलर लाइन है इसलिए यह मुझे पहले भाग के लिए जवाब दे रहा है लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात जो मुझे आपको यहाँ नोट करनी चाहिए वह यह है कि मान लीजिए कि यह आपकी इमेज का प्लेन है जहाँ एपीपोलर लाइने कंप्यूट की जाती है इसका मतलब है दूसरा कैमरा है एक दूसरे कैमरे का इमेज प्लेन कहो कि यह तुम्हारा l1 है और कहो कि यह तुम्हारा l 2 है तो आप जानते हैं कि सभी एपीपोलर लाइन एपिपोल पर इंटरर्सेक्ट करते हैं तो बस l 1 और l 2 के इंटरसेक्शन का पता लगाकर मैं राइट एपिपोल प्राप्त कर सकता हूं तो मुझे क्या करने की आवश्यकता है मुझे केवल l1 X l 2 परफॉर्म करने की आवश्यकता है इसलिए हम यहां क्या कर सकते हैं तो अगर मैं l 1 X l 2 परफॉर्म करता हूं तो मुझे एपिपोल मिलेगा मेरा मतलब है कि यह एक बड़ी संख्या है लेकिन आप हमेशा इसे एक छोटे वल्यू बनाने के लिए स्केल का चयन नहीं कर सकते हैं उन सभी वल्यू को छोटा कर सकते हैं मेरा मतलब है जो यहाँ दिखाया गया है 1 3 1 जो वल्यू है तो राइट प्लेन में एपिपोल का कॉर्डिनेट कन्वेंशनल या दो डाईमेंशनल रियल ज्योमेट्री में 1 3 है लेफ्ट एपिपोल को कंप्यूट करने के लिए मैं राइट इमेज प्लेन में ऐसे किसी भी दो आर्बिटरेरी इमेज पॉइंट्स को नोट कर सकता था और यह पता लगा सकता था कि वे एपीपोलर लाइन हैं और एक ही टेक्निक को अप्लाई करते हैं लेकिन इसके बजाय मैं F के राइट शून्य को खोजकर राइट शून्य के बारे में डिस्कस करूंगा क्योंकि इससे मुझे लेफ्ट एपिपोल भी मिलेगा जिसका मतलब है कि मुझे F को कंप्यूट करना है राइट शून्य का मतलब है कि अगर मैं लेफ्ट एपिपोल को F के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे 0 वेक्टर देना चाहिए जो कि 3 वेक्टर रूप है तो यह है कि इस कॉम्पटीशन को यहाँ दिखाया गया है चूंकि यह एक लाइन में एफिशिएंट मैट्रिक्स है जिसे मैं इग्नोर कर सकता हूं केवल दो इंडिपेंडेंट लाइने हैं और फिर मैं इस इक्वेशन को कन्वर्ट कर दूंगा मैं मानूंगा कि ऑर्डिनेट शून्य का दिया गया है इस रूप में दिया गया है eL1 eL2 1 तो मुझे इस हिस्से के इनवर्स को लेना है मैं इस हिस्से को माइनस कर सकता हूं सब मैट्रिक्स के ऑपरेशन का उपयोग कर सकता हूं और आप यह दिखा सकते हैं कि यह कुछ भी नहीं है लेकिन इस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन को कंप्यूट किया है तो आपको F का राइट शून्य मिलेगा 3 5 मेरा मतलब है कि यह आपको इमेज प्लेन में पहले से ही कॉर्डिनेट दे रहा है इमेज कॉर्डिनेट प्लेन नॉन होमोजनियस कॉर्डिनेट सिस्टम क्योंकि स्केल फैक्टर आप पहले से ही मान चुके हैं मैं आपको यह भी दिखाऊंगा कि वास्तव में राइट एपिपोल जिसे आपने दो एपीपोलर लाइनों के एक इंटरसेक्शन के रूप में कंप्यूट की है हम इसे FT का एक राइट शून्य भी कंप्यूट कर सकते हैं तो आप FT को लेते हैं इसलिए मैट्रिक्स F को ट्रांसपोज़ करें और एक बार फिर से इसी तरह की टेक्निक को अप्लाई करें इसका मतलब है तीसरी पंक्ति को इग्नोर करें और इक्वेशनो को कन्वर्ट करें आप बनाते हैं कि ये दो इक्वेशनो या इक्वेशनो के सेट इस रूप में हैं और फिर आप करोसपोंडिंग राइट एपिपोल के लिए सॉल्व करते हैं और आप फिर से देखेंगे कि आपको वही उत्तर मिल रहा है 1 3 इसलिए मुझे इस पॉइंट् पर इस लेक्चर्स को रोकने दें हम इस डिस्कशन को अपने अगले लेक्चर्स में जारी रखेंगे इस लेक्चर को सुनने के लिए धन्यवाद कीवर्ड फंडामेंटल मैट्रिक्स आवश्यक मैट्रिक्स राइट एपिपोल लेफ्ट एपिपोल